आइए अब हम पीरियाडिक फोर्सेज के अंतर्गत सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम्स के वाइब्रेशन को देखें हम पहले ही हार्मोनिक फोर्सेज के तहत वाइब्रेशन सीख चुके हैं हार्मोनिक फाॅर्स एक विशेष प्रकार का पीरियाडिक फाॅर्स है तो अब हम किसी भी पीरियाडिक फाॅर्स के तहत होने वाले वाईब्रेशन्स को देखेंगे तो इस मामले में सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम पर एक फाॅर्स द्वारा कार्य किया जाता है जो समय में एक पीरियाडिक फंक्शन है तो एक पीरियाडिक फंक्शन क्या है हम कह सकते हैं कि पीरियाडिक फंक्शन इसका एक विशिष्ट भाग होता है एक विशिष्ट अवधि के भीतर स्वयं को अनिश्चित काल तक दोहराता है तो हम इसे एक उदाहरण का उपयोग करके समझेंगे तो यह एक पीरियाडिक फंक्शन का एक उदाहरण है इस फ़ंक्शन को सॉटूथ फ़ंक्शन कहा जाता है और इसकी अवधि T0 है तो T0 की अवधि के बाद फ़ंक्शन स्वयं को दोहराता है तो इस फ़ंक्शन का इतना विशिष्ट भाग अनिश्चित काल तक दोहराया जाता है तो आइए एक और उदाहरण देखें तो यह भी एक पीरियाडिक फ़ंक्शन है और यह अवधि T0 है और इस फंक्शन का यह भाग अनिश्चित काल तक दोहराया जाता है तो फ़ंक्शन p को T0 की समय अवधि के साथ पीरियाडिक कहा जाता है यदि p t पर फ़ंक्शन का मान pt j T0 के बराबर है यानी p T0 के गुणकों के बाद फ़ंक्शन के मान के बराबर है तो p pt j T0 के बराबर है जहाँ j माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक है तो यह फ़ंक्शन अनिश्चित काल तक जारी रहता है तो अब आइए देखें कि पीरियाडिक फ़ंक्शन को हार्मोनिक कंपोनेंट्स के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है p तो हम फॉरिएर रिप्रजेंटेशन का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं तो फॉरिएर रिप्रजेंटेशन का उपयोग करके किसी भी पीरियाडिक फ़ंक्शन p को इस तरह दर्शाया जा सकता है तो यहाँ a0 aj और bj स्थिरांक हैं और हमारे पास कोसाइन और साइन फ़ंक्शन भी हैं तो इस पीरियाडिक फ़ंक्शन को कई हार्मोनिक फ़ंक्शन्स में विभाजित किया जा सकता है जो कि कोसाइन और साइन के फ़ंक्शन्स हैं श्रृंखला में इनफिनिटी संख्या में पद हैं और जैसे ही j का मान 1 से इनफिनिटी तक बढ़ता है उस विशेष हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी j गुना ओमेगा 0 के बराबर होगी इन दोनों हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी j ओमेगा0 के बराबर होगी p और इस एक्ससाइटेसन में फंडामेंटल हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 होती है जब j बराबर 1 होता है तो ओमेगा 0 के बराबर 2 pi बाई T0 है जहां T0 पीरियाडिक फाॅर्स की अवधि है और इस फॉरिएर सीरीज के गुणांक जो कि एक a0 aj और bj है को पीरियाडिक फ़ंक्शन के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है जो कि p है a0 पहला गुणांक इस रूप में व्यक्त किया जाता है यह 1 बाई T0 का इंटीग्रल 0 से T0 p dt तो इसका मतलब है यह पीरियाडिक फ़ंक्शन का औसत मान है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें इस फ़ंक्शन का औसत मान p t प्राप्त होगा तो यह पहले गुणांक के बराबर है और aj यानी कोसाइन पदों का गुणांक इस तरह से परिकलित किया जाता है 2 बाई T0 इंटीग्रल 0 से T0 p cos j⍵0 t dt इसलिए एक j को खोजने के लिए हमें कोसाइन हार्मोनिक द्वारा गुणा किए गए p को इंटीग्रेट करना होगा और यह j j के सभी मानों के लिए एक से लेकर इनफिनिटी तक का पता लगाया जा सकता है इसी तरह साइन पदों के गुणांक की गणना 2 बाई T0 इंटीग्रल 0 से T0 p Sin j⍵0 t dt द्वारा की जा सकती है यह j के सभी मानों के लिए भी ज्ञात किया जा सकता है इसलिए यदि आप a0 aj और bj की गणना कर सकते हैं तो हम हार्मोनिक कंपोनेंट्स के संदर्भ में फ़ंक्शन पी टी को विभाजित कर सकते हैं हमने देखा है कि गुणांक a0 p के औसत मान को इंगित करता है और गुणांक aj और bj jth हार्मोनिक्स के एम्पलीटुडस को इंगित करता है और jth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ⍵0 के बराबर होगी और ⍵0 फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है जो 2 pi बाई T0 के बराबर है सैद्धांतिक रूप से इस श्रृंखला में इनफाइनाईट संख्या में पद हैं इसका मतलब है हमें हार्मोनिक्स के संदर्भ में इस पीरियाडिक फ़ंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इनफाइनाईट पदों की आवश्यकता है लेकिन वास्तव में इस फॉरिएर श्रृंखला के लिए केवल कुछ ही पद पर्याप्त हैं

p इसलिए बहुत कम पदों के साथ यह श्रृंखला पीरियाडिक फ़ंक्शन में कनवर्ज हो जाएगी यदि इस फ़ंक्शन में कोई डिसकॉन्टिनुइटी है तो यह फॉरिएर श्रृंखला एक औसत मान में कनवर्ज हो जाएगी जो कि बाईं ओर के मानों का औसत है और डिसकॉन्टिनुइटी के दाईं ओर जो है वह डिसकॉन्टिनुइटी के नजदीकी मानों का औसत है अब आइए हम पीरियाडिक फाॅर्स के प्रति डेमप्ड सिस्टम्स की रिस्पांस ज्ञात करें हम पहले ही हार्मोनिक फोर्सेज के तहत डेमप्ड सिस्टम्स की रिस्पांस सीख चुके हैं और हमने सीखा है कि प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट और वेग के कारण ट्रांसिएंट रेस्पॉन्सेस समय के साथ घट जाती हैं इसलिए अधिकांश विश्लेषण सिस्टम की स्टेडी स्टेट पर केंद्रित हैं इसलिए कुछ समय बाद ट्रांसिएंट रेस्पॉन्सेस समाप्त हो जाएंगी और केवल स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ही प्रचलित होगी और जब तक फाॅर्स मौजूद रहेगा तब तक स्टेडी स्टेट रिस्पांस मौजूद रहेगा इसलिए हम इस सिस्टम की स्टेडी स्टेट रिस्पांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अब एक पीरियाडिक फाॅर्स के लिए एकलीनियर सिस्टम का रिस्पांस एक हार्मोनिक सिस्टम की तरह ही निर्धारित किया जा सकता है और यहां हम फॉरिएर श्रृंखला में व्यक्तिगत एक्ससॉइटेसन पदों की रेस्पॉन्सेस को जोड़ते हैं तो हमने अभी देखा है कि फॉरिएर श्रृंखला का उपयोग करके पीरियाडिक फ़ंक्शन को विभिन्न हार्मोनिक्स में अलग किया जा सकता है तो पीरियाडिक फाॅर्स का रिस्पांस व्यक्तिगत हार्मोनिक फोर्सेज की रेस्पॉन्सेस के योग के रूप में भी माना जा सकता है तो एक पीरियाडिक फाॅर्स का रिस्पांस कई हार्मोनिक फोर्सेज के रेस्पॉन्सेस के योग के बराबर होता है इसलिए जब सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम पर एक स्थिर फाॅर्स लगाया जाता है तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस a0 बाई k द्वारा दी जाती है तो यह एक स्टैटिक रिस्पांस की तरह है फाॅर्स स्थिर है और हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस को देख रहे हैं तो यह सिस्टम की स्टैटिक रिस्पांस के बराबर है जो a0 बाई k है अब आइए देखें साइन फाॅर्स के लिए डेम्प्ड सिस्टम्स का रिस्पांस क्या है यह ठीक वैसा ही है जैसा हमने हार्मोनिक वाईब्रेशन्स के दौरान देखा है यह एक सिंगल डिग्री ऑफ़ सिस्टम्स की गति का समीकरण है जो एक साइन फाॅर्स द्वारा कार्य करता है फोर्सेज p0 बाई m sin ⍵t है t Damping ratio 𝜉 तो हमने इस सिस्टम का रिस्पांस प्राप्त की है इसलिए हम इस समीकरण को इस तरह से फिर से लिख सकते हैं जहां डेम्पिंग अनुपात को c बाई c cr के रूप में परिभाषित किया गया है और क्रिटिकल डेम्पिंग गुणांक 2 m ⍵ n है और इस सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस C sin ⍵t प्लस D cos ⍵t के रूप में है जहां यह ओमेगा फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर है इसलिए और हमने इस गुणांक C और D को व्युत्पन्न किया था और गुणांक इसके द्वारा दिए गए हैं इसलिए यदि आप इन गुणांकों की गणना कर सकते हैं तो हम इस साइन फाॅर्स के तहत सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस इस तरह पा सकते हैं तो अब हम कोसाइन फाॅर्स के तहत एक डेम्प्ड सिस्टम के रिस्पांस को देखें यदि हम वैसी ही डैरीवेसन करते हैं जैसे कि साइन फाॅर्स के मामले में हम एक कोसाइन फाॅर्स के कारण रिस्पांस पा सकते हैं तो हम पा सकते हैं कि कोसाइन फाॅर्स के कारण स्टेडी स्टेट रेस्पॉन C प्राइम sin ⍵t D प्राइम cos ⍵t के बराबर है और C प्राइम और D प्राइम की गणना उसी तरह की जा सकती है जैसे हमने साइन फाॅर्स के लिए की थी इसलिए यदि आप डैरीवेसन करते हैं तो हमें C प्राइम और D प्राइम के मान प्राप्त होंगे और C प्राइम माइनस डी के बराबर है D स्टेडी स्टेट रिस्पांस में cos ⍵t पद का गुणांक है जब इस पर लगने वाला फाॅर्स एक साइन फाॅर्स हो और हम D प्राइम की गणना भी इस तरह ही कर सकते हैं और वह C के बराबर है D C तो अब हम पीरियाडिक फाॅर्स के फॉरिएर ट्रांसफॉर्मेशन पर वापस आ सकते हैं और पीरियाडिक फाॅर्स के लिए डेम्प्ड सिस्टम्स का रिस्पांस पता लगा सकते हैं तो फॉरिएर सीरीज में हमारे पास यह cos पद हैं तो इस हार्मोनिक्स के कारण रिस्पांस कोसाइन हार्मोनिक्स की गणना उस व्यंजक का उपयोग करके की जा सकती है जिसे हमने अभी देखा था तो कोसाइन फाॅर्स p के कारण स्टेडी स्टेट रिस्पांस aj cos j ⍵0t के बराबर है जो कि jth कोसाइन हार्मोनिक है तो इसके कारण रिस्पांस को aj by k के रूप में पाया जा सकता है तो वह पद p n n बाई k के बराबर है क्योंकि aj इस फाॅर्स का एम्पलीटूड है तो यह aj बाई k है तो 2 जीटा बीटा j और बीटा j इस हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी अनुपात है

तो उस विशेष हार्मोनिक के लिए फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जे ओमेगा शून्य है और ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो यह हमारे ओमेगा बाई ओमेगा एन पद के बराबर है जो कि फ्रीक्वेंसी अनुपात है तो यह बीटा j इस विशेष हार्मोनिक के फ्रीक्वेंसी अनुपात के बराबर है तो हमारे पास aj बाई k 2 जीटा बीटा z साइन j ओमेगा नॉट टी प्लस 1 माइनस यह फ़्रीक्वेंसी अनुपात स्क्वायर कॉस j ओमेगा नॉट टी है पूरे को 1 माइनस फ़्रीक्वेंसी अनुपात स्क्वायर प्लस 2 ज़ेटा फ़्रीक्वेंसी अनुपात पूरे स्क्वायर से विभाजित किया गया है और हम फॉरिएर सीरीज में साइन पदों के लिए भी ऐसे ही व्यंजक लिख सकते है तो साइन हार्मोनिक्स यह bj sinj ओमेगा नॉट टी तो इस साइन पद के कारण रिस्पांस यह होगा तो यह bj बाई k होगा जो फिर से p0 बाई k पद और 1 माइनस फ़्रीक्वेंसी अनुपात का वर्ग गुणा sin j ⍵0 t माइनस 2 जीटा bj cos j ⍵0 t को समान अंश से विभाजित करने के बराबर है इसलिए यदि आप इन 2 रेस्पॉन्सेस की तुलना करते हैं जो कि साइन और कोसाइन फोर्सेज के रेस्पॉन्सेस हैं तो व्यंजक काफी कुछ समान है अंश समान है और यह स्थिर पद एम्पलीटूड बाई k है

तो वह यहाँ aj बाई k है और bj बाई k यहाँ दोनों अंशों में साइन और कोसाइन पद हैं इस व्यंजक में कोसाइन पद का गुणांक इस व्यंजक में साइन पद के गुणांक के बराबर है और इस व्यंजक में साइन पद का यह गुणांक 2 जीटा बीटा j है और यहां cos पद का गुणांक माइनस 2 जीटा बीटा j है तो वे इसके ऋणात्मक की तरह हैं यह यहाँ गुणांक है तो अब हमारे पास कोसाइन फोर्स और साइन फाॅर्स के प्रति आपका रिस्पांस है तो अब हम इन सभी रेस्पॉन्सेस को जोड़ सकते हैं और पीरियाडिक फाॅर्स के कारण रिस्पांस पा सकते हैं ये व्यंजक इंडिटर्मिनेन्ट हो जाते हैं यदि जीटा 0 के बराबर है और यह बीटा j में 1 हो जाता है यदि कोई बीटा js 1 के बराबर हो जाता है और जीटा 0 के बराबर हो जाता है तो ये दोनों व्यंजक इंडिटर्मिनेन्ट हो जायेंगे इसका मतलब है कि यह वह शर्त है जब स्टेडी स्टेट अनबॉउंडेड है तो हमने अनडेमप्ड रेजोनेंस की स्तिथि में अनबॉउंडेड स्टेडी स्टेट देखी है इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट रिस्पांस बिना किसी बाउंड के बढ़ रहा था और यह अनबॉउंडेड स्टेडी स्टेट्स सार्थक नहीं हैं वे यथार्थवादी नहीं हैं क्योंकि ऐसे मामलों में ट्रांसिएंट रिस्पांस कभी भी कम नहीं होती है क्योंकि जीटा 0 के बराबर है सभी रियल सिस्टम्स में कुछ मात्रा में डेम्पिंग होगी तो किसी भी रियल सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट रिस्पांस अनबॉउंडेड नहीं होगा इसलिए हमारे विश्लेषण में हम केवल उन स्थितियों पर विचार करेंगे जहां जीटा 0 के बराबर नहीं है और बीटा जे 1 के बराबर नहीं है इसलिए यदि यह स्थिति संतुष्ट है तो हमें इस व्यंजक से एक अनबॉउंडेड हल कभी नहीं मिलेगा तो पीरियाडिक एक्साइटेसन के कारण डेमप्ड सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस फॉरिएर सीरीज में अलग अलग रेस्पॉन्सेस के पदों के संयोजन के बराबर है तो कुल रिस्पांस फॉरिएर सीरीज में व्यक्तिगत रेस्पॉन्सेस के पदों के योग के बराबर है तो यह फॉरिएर सीरीज में स्थिरांक के कारण है और यह कोसाइन फंक्शन्स का रिस्पांस है और यह साइन फंक्शन्स का रिस्पांस है इन सभी का योग इस पीरियाडिक एक्साइटेसन p के कारण कुल रिस्पांस देगा इसलिए यदि हम पिछले व्यंजक में गुणांक के समीकरणों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें पीरियाडिक फाॅर्स के कारण एसडीओएफ सिस्टम का रिस्पांस मिलेगा और व्यंजक यह है कि यहां a0 बाई k स्टैटिक रिस्पांस के बराबर है और फिर हमारे पास हार्मोनिक रेस्पॉन्सेस है जो साइन और कोसाइन के फंक्शन्स हैं इस हार्मोनिक का एम्पलीटूड इन बड़े व्यंजको द्वारा दिया गया है आप इसकी गणना कर सकते हैं यदि हम डेम्पिंग और फ्रीक्वेंसी अनुपात का मान जानते हैं और एक हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी j गुना ⍵0 के बराबर होती है जहां ⍵0 2 π बाई t0 है कि यह रिस्पांस फिर से एक पीरियाडिक फंक्शन होगा और इसकी अवधि t0 है कुल रिस्पांस मल्टीपल हार्मोनिक्स का योग है और विभिन्न हार्मोनिक पदों का सापेक्ष योगदान 2 प्रमुख फैक्टर्स पर निर्भर करेगा एक है एम्पलीटूड aj और bj है इसलिए यदि एम्पलीटूड aj और bj अधिक हैं तो j th हार्मोनिक रिस्पांस में अधिक योगदान देगा और यदि j th हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी अनुपात जोकि यह बीटा j 1 के पास है तो वह हार्मोनिक कॉम्पोनेन्ट भी रिस्पांस में हावी होगा इसलिए जब फ्रीक्वेंसी अनुपात 1 के करीब होता है तो एम्पलीटूड बहुत अधिक हो जाता है तो वह हार्मोनिक कुल रिस्पांस में प्रमुख रूप से योगदान देगा अब हम पीरियाडिक वाईब्रेशन्स में एक उदाहरण समस्या को हल करते हैं नेचुरल पीरियड और डेम्पिंग अनुपात के साथ एक सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम नीचे दिखाए गए पीरियाडिक फाॅर्स के अधीन है तो इस फाॅर्स का एम्पलीटूड p0 और पीरियड T0 है अपनी फॉरिएर सीरीज में फोर्सिंग फ़ंक्शन का विस्तार करें एक अनडेमप्ड सिस्टम के स्टेडी स्टेट रिस्पांस निर्धारित करें कि T0 के कौन से मानों के लिए हल इंडिटर्मिनेन्ट है तो इस फोर्सिंग फंक्शन से हम समझ सकते हैं तो कि यह फोर्सिंग फंक्शन एक इवन फंक्शन है इसका मतलब है कि यह फ़ंक्शन y अक्ष के बारे में सिमेट्रिक है जो कि समय t पर p0 है समय माइनस t पर p0 के बराबर है इसलिए यदि यह शर्त पूरी होती है तो यह फंक्शन एक इवन फंक्शन है अब हम इस फंक्शन को एक समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं p0p0 तो यह एक सीधी रेखा है तो हम इस सीधी रेखा का समीकरण पा सकते हैं तो वह p0 गुणा 1 माइनस 2 बाई T0t होगा और यह तब मान्य होता है जब t 0 और माइनस T0 बाई 2 के बीच हो वही समीकरण तब मान्य होगा जब t माइनस हो जब t 0 के माइनस T0 बाई 2 के बीच हो और यदि यह फ़ंक्शन T0 कि अवधि के लिए जो कि इस फंक्शन के लिए पीरियड है तब यह हर जगह परिभाषित है क्योंकि तब हर जगह एक ही हिस्से की पुनरावृत्ति होती है

तो इस तरह से हम इस फोर्सिंग फंक्शन को एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं तो इसकी फॉरिएर सीरीज को खोजने के लिए पहला कदम गुणांक a0 खोजना है तो a0 को 1 बाई T0 इंटीग्रल माइनस T0 बाई 2 प्लस T0 बाई 2 ptdt रूप में परिभाषित किया गया है तो हम यहाँ p t के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस इंटीग्रल को पूरा कर सकते हैं और हमें p0 बाई 2 मिलेगा इसलिए फॉरिएर सीरीज में a0 या स्थिर पद p0 बाई 2 है अब हम aj खोजेंगे तो aj को 2 बाई T0 इंटीग्रल माइनस T0 बाई 2 से T0 बाई 2 p t गुना cos j ओमेगा0 t dt के रूप में ज्ञात किया जा सकता है तो यह aj jth हार्मोनिक कोसाइन फ़ंक्शन का एम्पलीटूड है और jth हार्मोनिक पर फ्रीक्वेंसी j ओमेगा 0 होगी इसलिए यदि आप इस इंटीग्रल को पूरा करते हैं तो हमें aj का मान 2 p0 बाई p स्क्वायर j स्क्वायर cos pi j माइनस 1 के रूप में प्राप्त होगा इसलिए cos pi j के मान के आधार पर j के 2 अलग अलग मान होंगे इसलिए j का मान j पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक के लिए ब्रैकेट के भीतर यह मान 2 होगा तो aj 4p0 बाई pi स्क्वायर j स्क्वायर होगा इसलिए जब j का मान इवन होता है जब j 2 4 6 वगैरह के बराबर होता है तो यह 0 हो जाता है इसलिए aj 0 होगा अब हमें bj पद का पता लगाने की आवश्यकता है तो bj को 2 बाई T0 इंटीग्रल p t sin j ओमेगा 0 t dt द्वारा दिया जाता है तो हम पहले ही देख चुके हैं कि p t एक इवन फंक्शन है और sin हम जानते हैं कि यह एक ओड फंक्शन है इसलिए इसका अर्थ है sin माइनस x माइनस sin x के बराबर है इसलिए यदि हम ओड फंक्शन को माइनस t0 बाई 2 से t0 बाई 2 इंटीग्रेट करते हैं जो कि 0 हो जाने की अवधि में है तो यह पद bj j के सभी मानों के लिए 0 के बराबर है तो फोर्सिंग फ़ंक्शन p t को इस तरह फॉरिएर सीरीज के रूप में दर्शाया जा सकता है p0 बाई 2 प्लस 4 p0 बाई pi स्क्वायर j 1 के विषम मानों का योग बाई j स्क्वायर cos j ओमेगा 0 t तो इस प्रकार हम फोर्सिंग फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन्स के संदर्भ में दिखा सकते हैं

तो अब हम इस पीरियाडिक फाॅर्स p t के कारण एक अनडेमप्ड सिस्टम के स्टेडी स्टेट रिस्पांस का रिस्पांस ज्ञात कर सकते हैं हम गुणांकों को जानते हैं और हम पहले प्राप्त व्यंजक में इन गुणांकों को प्रतिस्थापित करके u t का व्यंजक लिख सकते हैं

तो यह स्टेडी स्टेट रिस्पांस के लिए हमारा व्यंजक है और इसमें इनफाईनाईट संख्या में पद हैं तो सैद्धांतिक रूप से यह रिस्पांस इनफाईनाईट पदों का योग है लेकिन अगर हम इस व्यंजक को प्लाट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस रिस्पांस की गणना करने के लिए केवल कुछ पदों की आवश्यकता है इसलिए यदि हम केवल पहले दो पदों पर विचार करें जो कि यह पद है और इस पद का पहला पद हमें यह नीला वक्र देगा तो यह p के कुछ मानों p0 बाई k और ओमेगा बाई ओमेगा n के लिए प्लॉट किया गया है यदि हम तीन पदों पर विचार करें तो हमें यह हरा वक्र प्राप्त होगा और यदि हम चार पदों पर विचार करें तो हमें यह काला वक्र प्राप्त होगा जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है कि तीन पदों का योग और चार पदों का योग बहुत समान है तो इसका मतलब है सीरीज के तीन पद या चार पद वास्तविक स्टेडी स्टेट रिस्पांस में परिवर्तित हो जाते हैं इसलिए हमें इस सटीक रिस्पांस को प्राप्त करने के लिए इनफाईनाईट पदों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है हम बहुत कम पदों के साथ ही सही रिस्पांस प्राप्त कर सकते हैं